छात्रों आपका स्वागत है तो पिछली कक्षा में हम लागत पत्रक या लागत के विवरण के बारे में बात कर रहे थे और वहां हम इस बारे में सीखा कि कुल लागत को लागत के विभिन्न सभी अवयवों में क्यों विभाजित किया गया है और उत्पाद या सेवा की कुल लागत की गणना कैसे की जाती है इसलिए जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी यह जानने के लिए कि लागत कहां नियंत्रण से बाहर जा रही है इसे कैसे ठीक किया जाए और क्या कार्रवाई की जाए इसलिए विभिन्न घटक लागत के चार उप घटक और अंत में बेचे जाने वाले उत्पाद की लागत यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि लागत शीट या किसी भी विनिर्माण फर्म की लागत का विवरण बहुत ही गोपनीय दस्तावेज़ है यह बहुत गोपनीय दस्तावेज़ है वे इसे किसी या किसी भी पक्ष या किसी भी बाहरी फर्म के साथ साझा नहीं करते हैं और बाहर वाले यह नहीं जानते हैं कि उत्पाद की लागत की गणना कैसे की गई है क्योंकि यह एक बहुत ही रणनीतिक निर्णय है फर्म द्वारा बहुत प्रयास किए जाने हैं फर्म को उत्पाद की कुल लागत की गणना करने और उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं जहां लागत को नियंत्रित किया जा सकता है या यदि लागत नियंत्रण से बाहर हो रही है तो इसे कैसे नियंत्रित किया जाए यह एक गोपनीय बयान है इसे सख्त नियंत्रण में रखा जाता है और यदि किसी अन्य कंपनी को दूसरी कंपनी की लागत प्रक्रिया के बारे में जानना है तो वे जासूसी का उपयोग करती हैं वे अपने कर्मचारियों को उक्त कंपनी के कर्मचारियों के रूप में भेजते हैं जिनकी लागत पत्रक कि उनको जरूरत होती है वे कॉस्टिंग विभाग के लागत विभाग तक जाते हैं वह दस्तावेज़ को हासिल करते हैं और फिर अपने कंपनी में वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि लोग कंपनियों के लागत विवरण या लागत शीट के बारे में जानने के लिए जासूसी की हद तक जा सकते हैं तो यह एक बहुत ही गोपनीय दस्तावेज़ है लेकिन लागत को अधीनस्थों में विभाजित करने के पीछे उद्देश्य ज़िम्मेदारी केंद्रों के प्रकार का निर्माण करना है इसलिए यदि किसी भी समय लागत नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो हम पता लगा सकते हैं कि लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए अब जल्दी से हम विभिन्न प्रकार की लागतों के बारे में जानेंगे हम समय के विभिन्न बिंदुओं पर उनका उपयोग कर रहे हैं आगे की चर्चा में अगले आने वाले व्याख्यानों में हम विभिन्न प्रकार की लागतों का उपयोग करेंगे यद्यपि आप इन सभी लागतों को जानते हैं मुझे लगता है कि आपने कुछ समय पहले इसे सुना है लेकिन हम इन लागतों के बारे में जल्दी से जानेंगे ताकि जब हम बाद में हमारी चर्चा में इन लागतों का उपयोग करें तो आप इस बात से अवगत हों कि मैं किस प्रकार की लागत के बारे में बात कर रहा हूं तो लागत के विभिन्न प्रकार हैं लागत को विभिन्न नामों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और अलग अलग नाम करण किए जा सकते हैं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार हैं तो हमारे यहाँ कितने प्रकार की लागतें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विभिन्न प्रकार की लागतें जब हम उन्हें बाद में अपनी चर्चा में संदर्भित करते हैं तो हम यह नहीं कहते कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह यह लागत है तो बस जल्दी से इस विभिन्न प्रकार की लागतों की एक समीक्षा करें ताकि जब हम उन्हें बाद में अलग अलग स्थानों पर उपयोग करें तो हम इसके बारे में स्पष्ट हो पहले तत्व विश्लेषण लागत है जोकि तत्वों के द्वारा लागत है तत्व आपके सामग्रीश्रम और अन्य ओवरहेड्स की तरह हैं ये लागत के तत्व हैं इसलिए हम जिस सामग्री लागत की बात कर रहे हैं उस श्रम लागत की हम बात कर रहे हैं और प्रत्यक्ष ओवरहेड लागत जिसकी हम बात कर रहे हैं इसलिए तत्वों की लागत के तहत इन लागतों को लिया गया है फिर है कार्य लागत कार्य लागत का मतलब है उत्पादन लागत विपणन लागत वितरण लागत और वित्तीय लागत विभिन्न कार्यों को हम फर्म में संगठन में करते हैं और इन कार्यों के कारण होने वाली अलग अलग लागतों को एक कार्यात्मक लागत कहा जाता है फिर हमारे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत है प्रत्यक्ष लागत वह है जो तत्वों की लागत है जैसे कि उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री एक तत्व है इसलिए जब आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष लागत यहां है जिसकी मैंने आपके साथ चर्चा की है ये तीन लागतें प्रत्यक्ष लागतें हैं जो प्रमुख लागत बनाती हैं ये तीन लागतें प्रत्यक्ष लागत हैं जो प्रमुख लागत बनाती हैं तो इसका मतलब है कि इस मामले में ये तीन घटक हैं एक सामग्री है फिर श्रम है और फिर हमारे पास प्रत्यक्ष व्यय है ये प्रत्यक्ष लागत घटक हैं तो वे लागतें जिन्हें सीधे पहचाना जा सकता है या जिनके कारण उत्पाद का निर्माण होता है जो आसानी से या प्रत्यक्ष रूप से पहचाने जाने योग्य लागत होती है इन्हें प्रत्यक्ष लागत कहते हैं और वे लागतें जो सहायक लागतें हैं जिनके बिना उत्पादन प्रक्रिया संभव नहीं है लेकिन वे लागतें जो सहायक लागतें हैं वे लागतें अप्रत्यक्ष लागतें हैं उदाहरण के लिए आप कारखाने के ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं यह एक अप्रत्यक्ष लागत है उदाहरण के लिए हम कर्मचारियों के वेतन के बारे में बात करते हैं यह एक अप्रत्यक्ष लागत है कार्यालय में काम करने वाले लोग कारखाने में काम करने वाले लोग लेकिन सीधे संयंत्र में काम नहीं करने वाले उन्हें अप्रत्यक्ष लागत कहा जाता है तो उनके बीच अन्य प्रमुख अंतर यह है कि इन लागतों को निश्चित और परिवर्तनीय लागत के रूप में भी कहा जाता है प्रत्यक्ष लागत आम तौर पर परिवर्तनशील होती है और अप्रत्यक्ष लागत तय होती है इसलिए जब फर्म कर्मचारी काम करते हैं तो उनका वेतन तय होता है उसे हटाया नहीं जा सकता है वह एक स्थायी कर्मचारी है और वह एक वाइट कॉलर कर्मचारी है इसलिए उसकी लागत अप्रत्यक्ष लागत है लेकिन संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारी एक ब्लू कॉलर वाले कर्मचारी की लागत को प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है क्योंकि श्रमिक के बिना उत्पादन संभव नहीं है यदि कर्मचारी कार्यालय में नहीं है तो उत्पादन संभव है लेकिन अगर वह कर्मचारी संयंत्र में नहीं है तो उत्पादन संभव नहीं है इसलिए वे लागतें जो उत्पादन का कारण बनती हैं वे प्रत्यक्ष लागतें हैं और जो उत्पादन प्रक्रिया के पीछे सहायक हैं वे अप्रत्यक्ष लागत हैं परिवर्तनशीलता परिवर्तनशीलता के अनुसार हमारी तीन लागतें हैं वे फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्टFixed Cost Variable Cost Semi Variable Cost हैं तय लागत इसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की वह एक अवधि लागत है जो कुछ समय के लिए तय रहती है उनकी लागत समय के साथ नहीं बदलती है उदाहरण के लिए हमारे पास प्लांट की क्षमता है हमने एक प्लांटखरीदने के लिए या एक प्लांट लगाने के लिए 20 मिलियन रुपये खर्च किए हैं और उस प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी है मान लो 10000 यूनिट है लेकिन हम 10000 इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम अधिकतम 5000 इकाइयों तक इस क्षमता का उपयोग कर सकते हैं तो आपको मतलब की इस संयंत्र को और आपको 20 मिलियन रुपये 2 करोड़ रुपये लगानी होगी और उस लागत को पूरा करना होगा जब तक प्लांटखड़ा होता है आप 10000 इकाइयाँ 5000 इकाइयाँ 2000 इकाइयाँ बनाते हैं उनकी लागत वह है जो खर्च होती है यह एक निश्चित लागत है परिवर्तनीय लागत यह है कि यदि आप 10000 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो आप तदनुसार सामग्री पर खर्च कर रहे हैं यदि आप 5000 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो आप तदनुसार सामग्री पर खर्च कर रहे हैं तो आप कितना चाहते हैं यह एक प्रत्यक्ष लागत है आप इसे निर्धारित करने के बाद नियंत्रित नहीं कर सकते यह खर्च कर दिया गया है यह एक निश्चित लागत है और एक आंशिक रूप से है इसका चर आंशिक रूप से तय किया गया है उदाहरण के लिए हम आपके टेलीफ़ोन व्यय या संचार व्यय जैसे कुछ ख़र्चों के बारे में बात करते हैं यदि यह एक लैंडलाइन टेलीफ़ोन है तो आप किराए का भुगतान करते हैं जो कि इस तथ्य के बावजूद है कि फोन का उपयोग करें या फोन का उपयोग न करें आपको उसके लिए फोन का किराया देना होगा है ना पोस्ट पेड मोबाइल टेलीफ़ोन के मामले में भी यह ऐसा ही है आप फोन का उपयोग करते हैं आप उस फोन का उपयोग नहीं करते हैं जिसका आपको न्यूनतम किराया देना होता है और चर हिस्सा वह कॉल होता है जिसका आप उपयोग करते हैं और आपको उसके लिए राशि या बिल का भुगतान भी करना होता है तब हमारे पास नियंत्रणीयता होती है आप दो भागों में विभाजित होते हैं नियंत्रणीय लागत और बे काबू लागत अनियंत्रित लागत हैं असामान्य लागत हैं साधन नियंत्रित करने योग्य लागत वे हैं जो यदि प्रयास किए जाते हैं और यदि नियंत्रण से परे जाने वाले कारणों की पहचान की जाती है तो इसे जांचा जा सकता है इसे नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन बे काबू लागतें वह हैं जो किसी के नियंत्रण से परे हैं जैसा कि उदाहरण के लिए अब श्रमिक दर श्रमिक दरों का निर्धारण फर्म या किसी के द्वारा नहीं किया जाता है उनका फैसला श्रम बाजार द्वारा किया जाता है तो उदाहरण के लिए बाजार में श्रमिक दर बढ़ रही है इसलिए कोई भी श्रमिक बाजार द्वारा तय की गई कीमत से कम कीमत पर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा इसलिए यदि अनुमान लगाया जाए उत्पाद या उत्पाद की 1 इकाई के निर्माण के लिए तो उत्पादन की कुल लागत 10 रुपये होगी इसमें से 5 रुपये सामग्री लागत है इस में से 4 रुपये श्रम लागत है और इस 1 रुपये में से अन्य ओवरहेड लागत है ना अब यह कुल बनाता है 10 रुपये कितना है यह लागत 10 रुपये है लेकिन जब हम उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हमने पाया है कि उत्पादन की कुल लागत 12 रुपये प्रति इकाई 12 रुपये प्रति इकाई है हमें विश्लेषण करना है कि हमारी मानक लागत 10 थी हमारी वास्तविक लागत 12 है तो इसका मतलब है कि कितना अंतर है 2 रुपये का अब क्यों यह 2 रुपए का अंतर आया है उदाहरण के लिए यदि यह सामग्री लागत बढ़ गई है सामग्री लागत वह है जिसके लिए हमने अतिरिक्त भुगतान किया है तो सामग्री लागत यह है कि 5 जमा 2 हमने अतिरिक्त 7 का भुगतान किया है और सामान्य रूप से सामग्री 5 रुपये प्रति इकाई के लिए बाजार में उपलब्ध थी लेकिन इसे खरीदने के लिए प्रयास नहीं किए गए थे हमने 2 रुपए अतिरिक्त चुकाए हैं इसलिए यह नियंत्रणीय लागत बन जाता है यह नियंत्रणीय था लेकिन इसे नियंत्रित नहीं किया गया है ठीक है इसलिए ख़रीद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने 2 रुपये अतिरिक्त का भुगतान किया है ताकि अगली बार वे इसका ध्यान रखें लेकिन उदाहरण के लिए यह एक श्रम लागत है अगर यह एक श्रम लागत है और 2 रुपये अतिरिक्त का भुगतान किया गया है और उस समय श्रम लागत 4 रुपये प्रति इकाई से 6 रुपये प्रति इकाई तक चली गई थी यह नियंत्रण से परे है क्योंकि कोई भी श्रम 4 रुपये प्रति इकाई लागत के लिए उपलब्ध नहीं है लेकिन इसका भुगतान करना पड़ता है प्रति इकाई 6 रुपये से तो यह अनियंत्रणनिय लागत बन जाती है और अगर यह और अनियंत्रणनिय लागत है तो उस मामले में यह बे काबू लागत है कि जब हमें अतिरिक्त भुगतान करना होगा और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा तो इस मामले में लागतों को विभाजित किया जाता है जिन्हें नियंत्रणीय लागत और अनियंत्रणनिय लागत के रूप में जाना जाता है सामान्य और असामान्य लागत सामान्य परिस्थितियों में लागत कुछ होगी और असामान्य परिस्थितियों में लागत कुछ होंगी अब उदाहरण के लिए हम कृषि उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं इसका मतलब है कि कोई भी उत्पाद जो कृषि इनपुट्सपर आधारित है हम जानते हैं कि अगर फसल अच्छी है और अगर कच्चे माल की सामान्य कीमत चुकानी पड़ती है उदाहरण के लिए हम आलू के चिप्स का निर्माण कर रहे हैं और इसके लिए हमें किसानों द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले आलू की आपूर्ति पर निर्भर करना होगा हम उम्मीद कर रहे हैं कि फर्म को उपलब्ध सामान्य आलू प्रति किलो पांच रुपये प्रति किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला आलू होगा और इसे सामान्य लागत कहा जाता है लेकिन जब फसल आई तो किसानों ने कहा कि कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम या 9 रुपये प्रति किलोग्राम है क्योंकि फसल नष्ट हो गई है कुल उत्पादन निशान तक नहीं था बाजार में आलू की कमी है इसलिए कीमतें बढ़ गई है तो यह असामान्य लागत बन गई यह एक बार या शायद कभी कभी हो सकती है इसलिए अगर कोई असामान्य लागत है तो हमें वह भुगतान करना होगा और सामान्य लागत वह लागत है जिसे सामान्य लागत कहा जाता है लेकिन उदाहरण के लिए यदि उत्पाद उपलब्ध था तो इनपुट सामान्य लागत पर उपलब्ध था लेकिन हमने असामान्य लागत का भुगतान किया है तो यह भिन्नता का कारण है और हमें उस कारण का पता लगाना होगा और सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी पूंजीगत राजस्व लागत पूंजीगत एक लंबी अवधि की लागत है जिसका मतलब है कि इसका फायदा फर्म को एक साल से ज्यादा की अवधि के लिए मिलेगा जिसे पूंजीगत लागत कहा जाता है या आप इसे नियमित लागत कह सकते हैं राजस्व लागत वह लागत है जो दिन प्रतिदिन के ख़र्चों को पूरा करने के लिए है और अल्पकालिक लागत आप कह सकते हैं जिसका लाभ अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए फर्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे राजस्व लागत कहा जाता है उदाहरण के लिए राजस्व लागत सामग्री की लागत राजस्व लागत है श्रम की लागत राजस्व लागत है ओवरहेड्स की लागत राजस्व लागत है लेकिन संयंत्र की लागत पूंजीगत लागत है भवन की लागत पूंजीगत लागत है फर्नीचर की लागत पूंजीगत लागत है क्योंकि यह आकार में बड़ा है आकार में बड़ा है बड़ी मात्रा में है और लंबी अवधि के लिए है इसलिए यह आम तौर पर उस राशि से संबंधित है जिसे हम इस लागत को बढ़ाने के लिए निवेश करने जा रहे हैं और जिस अवधि के लिए इस लागत से लाभ हो सकता है फिर समय लागत है इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारे पास ऐतिहासिक लागत है और हमारे पास मानक लागत है तो इसका मतलब है जब आप ऐतिहासिक लागत के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अतीत में खर्च की गई लागत क्या थी और अपेक्षित लागत क्या है जो मानक लागत है और ऐतिहासिक लागत और वास्तविक लागत या शायद भविष्य की लागत जब आप बजट लागत के बारे में बात करते हैं तो यह मानक लागत है और जिसका भविष्य में होने की उम्मीद है ऐतिहासिक लागत वह वास्तविक लागत है जो पहले ही हो चुकी है और इसका उपयोग मार्ग दर्शक कारक या आधार स्तर कारक के रूप में किया जा सकता है फिर नियोजन और नियंत्रण है हमारे पास नियोजन लागत और नियंत्रण लागत है इसलिए नियोजन लागत वह है जो फिर से मानक लागत है मानक लागत ही बजटीय लागत है हम हर फर्म में बजट तैयार करते हैं हर फर्म में बजट बनाते हैं और फिर हम उस उत्पादन को करते हैं जो वास्तविक उत्पादन होगा इसलिए एक लागत को बजटीय लागत कहा जाता है और एक ए सी है जो वास्तविक लागत है और फिर दूसरा बीसी है जो बजटीय लागत है इसलिए अब हमें यह देखना है कि उत्पाद की बजट लागत 10 रुपये प्रति इकाई है और फिर यहां वास्तविक लागत 12 रुपये प्रति इकाई है इसका मतलब है कि यह अब कुछ सोचने का कारण है कि हमें नियोजन से क्या मतलब है नियोजन का अर्थ है यह तय करना कि भविष्य में क्या किया जाना है भविष्य में कैसे किया जाना है और भविष्य में इसे किस कीमत पर किया जाना है नियंत्रित करने का अर्थ है कि एक बार जब आपने वास्तव में बजट को लागू करने के लिए कार्रवाई कर ली है तो वास्तविक परिणाम कैसे हैं इसलिए जब हम बजट के प्रदर्शन की वास्तविक प्रदर्शन से तुलना करते हैं अगर बजट का प्रदर्शन वास्तविक प्रदर्शन के बराबर होता है और तब कोई वेरियस नहीं होता है लेकिन यदि बजटीय प्रदर्शन वास्तविक प्रदर्शन से कम है तो यह सकारात्मक वेरियस है लेकिन अगर बजटीय प्रदर्शन वास्तविक प्रदर्शन से अधिक है तो नकारात्मक वेरियसथा और लागत के मामले में यह उल्टा है इसलिए बजटीय लागत वास्तविक लागत से कम थी उस मामले में नकारात्मक वेरियस अधिक है हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा और यदि लागत वास्तविक है या बजट की लागत अधिक है और वास्तविक लागत कम है तो यह एक नकारात्मक परिवर्तन है यह एक सकारात्मक वेरियसहै इसलिए अभी भी हमें यह पता लगाना है कि सकारात्मक वेरियस क्यों होता है हमारी बजट प्रक्रिया दोष पूर्ण थी या वास्तव में हम वास्तविक उत्पादन के लिए समय के चलते बहुत प्रभावी हो गए हैं तो इसका मतलब यह है कि जब आप योजना बनाते हैं तो आप भविष्य में किए जाने वाले कामों को करने की योजना बनाते हैं लेकिन जब आप इसे नियंत्रित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बजट या मानक की वास्तविक के साथ तुलना करते हैं यह पता लगाने की कोशिश करते हैं इसके प्रदर्शन की तुलना करता है और यदि कोई सकारात्मक परिवर्तन होता है तब भी और अगर यह नकारात्मक वेरियसहै तो भी इसका विश्लेषण करना होगा ताकि हमारा उद्देश्य यह हो कि भविष्य में बजट लागत और वास्तविक लागत के बीच एक प्रकार का विचलन न हो तो उद्देश्य नियंत्रण और अंत में निर्णय लेने की लागत का अभ्यास करना है अब निर्णय लेने की लागतें हैं हम सबसे पहले हम लगभग विभिन्न प्रकार की लागतों को शामिल कर सकते हैं एक लागत यहाँ है जब आप बजट लागत कहते हैं बजट की लागत हमें मार्ग दर्शक बल के रूप में सेवा करने में मदद दे रही है फिर हम वास्तविक लागत के बारे में बात करते हैं जब आप नियोजित या नियंत्रित लागत देखते हैं तो वे निर्णय लेने की लागत में भी हैं निर्णय लेने की लागत में उदाहरण के लिए आप एक लागत का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें बाजार में पूरी कीमत पर या परिवर्तनीय लागत पर उत्पाद बेचना चाहिए वे परिवर्तनीय लागत हैं आम तौर पर हम बाद में इन लागतों को अलग अलग शब्दावली के तहत बुलाएंगे जो कि परिवर्तनीय लागत और कुल लागत है सही है ना परिवर्तनीय लागत को सीमांत लागत भी कहा जाता है इसे सीमांत लागत भी कहा जाता है और यह कुल लागत या पूरी लागत है और पूरी लागत क्या लागत है परिवर्तनीय लागत और निर्धारित लागत तो सीमांत लागत का मतलब चर लागत है कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी कीमत पर या कुल लागत पर उत्पाद को बाजार में बेचने में सक्षम नहीं होते हैं यह एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य है कई नए आपूर्तिकर्ताओं ने बाजार में प्रवेश किया है बाजार सिकुड़ गया है या शायद प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है अलग अलग कारक हो सकते हैं इसलिए लेकिन हम बाजार में बने रहना चाहते हैं हम बाजार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह प्रतिस्पर्धी घटना एक अस्थायी घटना है और हम अपनी स्थिति को फिर से हासिल करेंगे और बाजार में इन चीजों में सुधार होगा तो क्या होता है कि कुछ समय के लिए फर्म अपने उत्पादों को बाजार और परिवर्तनीय लागत पर बेचना शुरू कर देते हैं वे उत्पाद की कुल लागत में उस लागत को शामिल नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि परिवर्तनीय लागत केवल यह है कि हम उसे पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हैं वास्तव में दो तरह की लागत परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत हैं जैसा कि हम जानते हैं निश्चित लागत यह एक संयंत्र मूल्य ह्रास या संयंत्र के कारण श्रम लागत या कर्मचारी लागत या अन्य प्रकार की लागत है परिवर्तनीय लागत सामग्री की लागत है फिर यह श्रम है और फिर यह ओवरहेड्स लागत है ठीक है हमारे पास यह तीन प्रकार की लागते हैं अब इस मामले में जब हम एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो हम इसे कुल कीमत पर बेचना चाहेंगे यह एक जमा दो और कुल लागत है हम निश्चित लागत भी वसूल करना चाहेंगे हम परिवर्तनीय लागत भी वसूल करना चाहेंगे लेकिन चूंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है इसलिए हम यहां क्या कर रहे हैं हमारा उद्देश्य अब अस्थायी रूप से यह होगा कि हम जो कुछ भी सामग्री पर खर्च कर रहे हैं और श्रम पर और दूसरे ओवरहेड्स पर पहले हम उससे उबरना चाहेंगे तो सामग्री की लागत हमारी जेब से नहीं चाहती है श्रम लागत हमारी जेब से नहीं जाती है अन्य ओवरहेड हमारी जेब से नहीं जाते हैं यदि आप सक्षम हैं क्योंकि अन्यथा निर्धारित लागत भी विफल लागत है यह है यह लागत डूबत लागत है यह पहले ही हो चुकी है यह हमारे हाथ से निकल गई है आप उस संयंत्र का उपयोग करते हैं जिसका आप संयंत्र का उपयोग नहीं करते हैं आपको आगे मूल्य ह्रास प्रदान करना होगा वैसे भी आपको प्रदान करना होगा इसलिए यदि आप मूल्य ह्रास या संयंत्र की लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम आपको सामग्री श्रम और अन्य लागतो को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए ताकि हम निश्चित लागत की वसूली को स्थगित कर सकें हम केवल परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं और हम चर लागत पर उत्पाद बेचना शुरू कर सकते हैं उदाहरण के लिए अब हम उत्पाद बेच रहे हैं पहले हम बाजार में प्रति इकाई उत्पाद बेच रहे थे प्रति इकाई 20 रुपये के लिए यह 20 रुपये प्रति इकाई था और अभी है कहते हैं उत्पाद की कीमत 18 रुपये तक हो गई है कुछ लोगों ने इसे 18 से प्रति इकाई के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है 18 रुपये प्रति इकाई तो इसका मतलब है कि इस 20 रुपये में हमें प्रति इकाई 5 रुपये का लाभ हुआ हमारा लाभ 5 रुपये था जो कि लाभ है हम 5 रुपये का लाभ कमा रहे थे तो इसका मतलब यह है कि इस मामले में हमारी उत्पादन लागत 15 रुपये से अधिक है और लाभ 5 रुपये इस तरह कुल कीमत 20 रुपये प्रति इकाई थी जिस पर हम इसे बाजार में बेच रहे थे और 15 रुपये की कुल लागत में से हमारी लागत यह थी कि आप कह सकते हैं कि परिवर्तनीय लागत 12 रुपये थी और निर्धारित लागत 3 रुपये है तो इसका मतलब है कि यह उत्पाद की कुल लागत के रूप में कुल 15 रुपये बन गया अब जब बाजार प्रतिस्पर्धी हो गया है और उत्पाद बाजार में 18 रुपये में बिक रहा है तो इसका मतलब है कि हम कितना सक्षम हैं हम चर लागत से कितना वसूल कर पा रहे वह लाभ है लेकिन उदाहरण के लिए अब आप इस बारे में बात करते हैं कि आपके उत्पाद की लागत में और कमी आती है नहीं बल्कि बाजार में उत्पाद की कीमत और नीचे चली जाती है यह बाजार में अब 18 रुपये में नहीं बिक रहा है आगे यह और नीचे चला गया है जो कि बाजार में हो सकता है कि विकल्प हो या बाजार में आपूर्ति कर्ता हैं कुछ उत्पादन प्रक्रिया में अधिक कुशल हैं और अब कीमत कम हो गई है बाजार में यह अब 18 रुपये है लेकिन यह कितना कम हो गया है यह धीरे धीरे और स्थिर रूप से नीचे आया है तुरंत नहीं हम प्रतियोगिता लड़ रहे थे लेकिन अब प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है और अब बाजार में उत्पाद की कीमत कितनी है मान लीजिए 14 रुपये है यह 14 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिक रहा है और अब यह फर्म बहुत मुश्किल दौर में है तो अब क्या हो रहा है फर्म कितना वसूल करने में सक्षम है फिर से 12 रुपये एक परिवर्तनीय लागत के रूप में लेकिन निश्चित लागत हम कितना वसूल कर पा रहे हैं केवल 2 रुपये और यहाँ लाभ है यदि आप उस लाभ के बारे में बात करते हैं जो 0 है तो आपकी लागत 14 रुपये हो जाती है तो इसका मतलब है कि वास्तव में हम कितने रुपये के नुकसान पर हैं हम नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि हमारे उत्पादन की लागत 15 रुपये है और हमें उत्पाद को बाजार में 14 रुपये में बेचना होगा इसलिए हम चर लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हैं लेकिन हम तय लागत को पूरी तरह से वसूल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अब हमें पूरी बाजार प्रक्रिया और पूरे बाजार की स्थिति का विश्लेषण करना होगा हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी यह एक अस्थायी घटना है और बाजार में फिर से सुधार होगा ये नए खिलाड़ी जो बाजार में हैं वे आने वाले समय में बाजार से बाहर चले जाएंगे फिर से कीमत 20 22 रुपये तक बढ़ जाएगी तब कोई नुकसान नहीं है और हम बाजार में प्रतीक्षा और प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन देखिए अब स्थिति यह है कि हम 20 रुपये में बेच रहे थे यह घटकर 18 रुपये हो गया अब समय के साथ यह घटकर 14 रुपये हो गया है और नीचे आ जाएगा 12 रुपये और फिर 10 रुपये हो जाएगा तो इसका मतलब है निर्णय लेने की लागत कहते हैं कि आप बाजार में इंतजार कर सकते हैं जब तक कि कीमत 12 रुपये से कम न हो जाए यदि यह 12 रुपये तक है तो आप बाजार में टिक सकते हैं क्योंकि उत्पाद को 12 रुपये में बेचकर आप परिवर्तनीय लागत वसूल सकते हैं आप जो भी कच्चे माल की लागत का भुगतान कर रहे हैं वह आप वसूल करने में सक्षम है जो भी श्रम लागत आप चुका रहे हैं वह आप वसूल करने में सक्षम है जो भी अन्य ओवरहेड्स जैसे बिजली पानी और अन्य लुब्रिकेंट खर्च होते हैं जो आप चुका रहे हैं ऐसी लागत को वसूल करने में सक्षम हैं लेकिन इस बिंदु पर स्थिति बहुत जोखिम भरी है आप निर्धारित लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और लाभप्रदता शून्य है बल्कि हम इस नुकसान की स्थिति में हैं तो यह कब तक चलने वाला है हमें यहाँ एक निर्णय लेना होगा कि क्या हम उत्पाद को सीमांत लागत पर परिवर्तनीय लागतों पर या कुल लागत पर बेचेंगे और यदि बाजार में कोई अनहोनी हो रही है तो यह कितनी देर तक बाजार में बनी रहती है अगर यह छोटी सी घटना है तो बाजार में निरंतर आगे बढ़े और प्रतिस्पर्धा से लड़े लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यह एक दीर्घकालिक घटना होने वाली है हम बाजार में 12 रुपये से अधिक या उस स्थिति में बाजार में 14 रुपये से अधिक उत्पाद नहीं बेच पाएंगे यदि 14 बाजार में स्थायी मूल्य होने जा रहा है तो हमारे पास केवल कुछ विकल्प हैं एक विकल्प यह है कि आप अपनी लागत प्रक्रिया को अपनी लागत पत्रक को देखते हैं और अपने परिवर्तनीय लागत के साथ साथ निर्धारित लागत को नीचे लाने की कोशिश करते हैं निश्चित लागत जिसे आप नीचे नहीं ला सकते हैं कम से कम आप संयंत्र और इमारत को बदल नहीं सकते हैं लेकिन आप मानव संसाधनों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं आपको अपने मानव संसाधनों को कम करना होगा यदि अधिक कर्मचारी हैं तो आप उन्हें कंपनी की समग्र स्थिति के बारे में समझाते हैं और उन्हें वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देते हैं और फिर उन्हें कंपनी से बाहर चले जाना चाहिए आप मानव संसाधन को कम करते हैं आप उन निश्चित लागतों के बारे में सोचते हैं जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है या जिन्हें समाप्त किया जा सकता है और गंभीरता से परिवर्तनीय लागत को देख सकते हैं क्योंकि चर लागत को समाप्त करना और कम करना बहुत आसान है हमें उन स्रोतों से कच्चा माल खरीदना चाहिए जहां यह सस्ती कीमत पर उपलब्ध है आपने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध में प्रवेश किया इसे बाजारों या स्थानों या आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जो इसकी बहुत ही प्रतिस्पर्धी मूल्य पर आपूर्ति कर रहे हैं आपके पास श्रमिक है और श्रम लागत को भी नियंत्रित करना हैं आप अपने इनपुट को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और अन्य ओवरहेड्स की लागत को भी इसलिए हमें बाजार में बने रहना होगा इसलिए हमें लागत को नियंत्रित करना होगा क्योंकि कीमत हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हम बाजार में तभी टिक सकते हैं जब जब स्थिति सुधरेगी आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी 14 रुपये में उत्पाद बेचने के लिए संभव होगा अगर लागत कम हो जाती हैपरिवर्तनशील और निश्चित लागत कम हो जाती है और फिर से फर्म के उत्पाद निर्माण और बाजार में फर्म के उत्पाद की बिक्री लाभदायक हो जाती है इसलिए निर्णय लेने की लागत इसीलिए मैंने आपके साथ एक बहुत लंबी चर्चा की कि निर्णय लेने की लागत बहुत महत्वपूर्ण लागत है और इस मामले में यदि आप इन लागतों के बारे में बात करते हैं तो हम सभी को यह सोचना होगा कि ये लागत बहुत बहुत महत्वपूर्ण बहुत बहुत उपयोगी है और हमें यह देखना होगा कि हमें किस कीमत पर उत्पाद का निर्माण करना होगा और उत्पाद को बेचने की लागत क्या है हमें उत्पाद को किस कीमत पर बेचना है बाजार में यह निर्णय लेने की लागत है कि चाहे यह एक परिवर्तनीय लागत हो या यह एक निश्चित लागत हो लेखांकन जानकारी का उपयोग अब हम लेखांकन जानकारी का उपयोग क्यों करते हैं हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं जल्दी से जाने तो यह सब सामान्य लेखांकन जानकारी है यह वित्तीय लेखांकन जानकारी हो सकती है यह लागत लेखांकन जानकारी हो सकती है या यह कोई भी जानकारी हो सकती है जो लेखांकन दो शाखाओं और ध्यान निर्देशन में से किसी के तहत उत्पन्न होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यदि लागत बढ़ जाती है जब हम लागत पत्रक तैयार कर रहे हैं और लागत पत्रक द्वारा जो भी लागत का सुझाव दिया गया है और वास्तव में लाभ और हानि खाते ट्रेडिंग खाते के द्वारा हमारे पास वास्तविक लागत क्या है लागत उस स्तर से आगे क्यों बढ़ रही है तब हमें इस बात की तुलना करनी होगी जिसकी गणना हमने लागत पत्रक और समस्या समाधान में की है इसलिए हमें फर्म में हो रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाना होगा और फिर हमें वित्तीय समस्याओं के संबंध में इन्हें भरना होगा फिर चाहे यह लेखांकन की समस्याओं हो या भले ही यह एक विनिर्माण और विपणन या वितरण संबंधी समस्याएँ हों और हमें यहां संख्याएँ मदद करेंगी आंकड़े मदद करेंगे और लेखांकन जानकारी बहुत हद तक मदद करेगी लेखा प्रणाली हम इसे जानते हैं लेखा प्रणाली एक संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी को इकट्ठा करने व्यवस्थित करने और संचार करने का एक औपचारिक तंत्र है जोकि आंतरिक के साथ साथ बाहरी शेयरधारकों को किया जाता है इसलिए जब यह एक वित्तीय लेखांकन होता है तो यह आंतरिक और बाह्य दोनों के लिए उपयोगी होता है लेकिन लागत लेखांकन के तहत उत्पन्न कुल जानकारी केवल आंतरिक हितधारकों के लिए उपयोगी होती है बाहरी हितधारकों के संबंध में कुछ भी नहीं है और इसी तरह इस जानकारी का उपयोग आंतरिक निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है इसी तरह जब आप लेखांकन प्रणालियों और वित्तीय लेखांकन के बारे में बात करते हैं विशेष रूप से क्योंकि इस जानकारी को बाहरी हितधारकों को सूचित करना होगा इसे बाहरी दुनिया में जाना है इसलिए इसे ऐसी भाषा में बनाना होगा जो सभी को समझ में आए आप कह सकते हैं कि हमने इसे बनाया है एक प्रणाली के रूप मेंजिसे GAAP भारतीय GAAP अमेरिकन GAAP UK GAAP कहा जाता है विभिन्न देशों में उनका अपना GAAP है GAAP का अर्थ है आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत और ये लेखांकन सिद्धांत मुझे लगता है कि आप पहले से ही जान चुके हैं आप लेखा सिद्धांतों से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं लेखांकन प्रणालियों को जिन्हें आम तौर पर सहमत लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है जहां हम लेखांकन की अवधारणाओं विभिन्न प्रकार के खातों जर्नल प्रविष्टियों को पारित करने के नियमों के बारे में बात करते हैं यह GAAP बनाया गया है और यह कि GAAP मूल रूप से है ये आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत उन सभी के लिए जाने जाते हैं जो फर्म के लेखांकन और वित्तीय जानकारी से संबंधित हैं इसलिए हम वित्तीय लेखांकन के तहत GAAP का उपयोग करते हैं लेकिन इस GAAP का प्रबंधन लेखांकन या लागत लेखांकन के लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह जानकारी केवल आंतरिक उपयोग के लिए बनाई या बनाई गई है और आंतरिक रूप से लोग अपनी आंतरिक भाषा को समझते हैं इसलिए कोई GAAP की आवश्यकता नहीं है अब जब हम आंतरिक प्रणालियों या लेखांकन प्रणालियों के बारे में बात करते हैं तो हम प्रबंधन लेखांकन के तहत इस तरह के संबंध का उपयोग करते हैं प्रबंधन लेखांकन में केवल उन कार्यों को लिया जाता है जहां हमारे पास लाभ और लागत के बारे में जानकारी होती है वे प्रबंधन लेखांकन में बुनियादी निर्णय लेने वाले कारक हैं हम प्रबंधन लेखांकन में जो भी कार्रवाई करते हैं जो भी अतिरिक्त कार्रवाई हम प्रबंधन लेखांकन में लेते हैं वह सीधे लाभ और लागत से संबंधित है मान लें कि GAAP की आवश्यकता नहीं है कोई बैलेंस शीट की आवश्यकता नहीं है कोई लाभ और हानि खाते की आवश्यकता नहीं है आप वित्तीय लेखा विवरणों लागत लेखांकन विवरणों से वह जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन प्रबंधन लेखांकन के तहत आपका निर्णय काफी हद तक दो चीजों पर आधारित होगा वह है लाभ और लागत आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वह हमेशा आपके बारे में सोचता है कि अगर मैं यह कार्रवाई करता हूं तो मेरी लागत क्या है मेरा लाभ क्या है यदि लागत लाभ से कम है या यदि लाभ लागत से अधिक है तो उस कार्रवाई को करने के लिए जाएं लेकिन यदि उल्टा होता है तो आप विकल्प तलाशते हैं आप यह पता लगाने की कोशिश करें कि मुझे विकल्पों की तलाश करनी है मैं फर्म के मूल्य को अधिकतम करने में सक्षम नहीं हूं इसलिए लाभ और लागत का पता लगाने के लिए लागत लेखांकन आपकी मदद कर रहा है वित्तीय लेखांकन आपकी मदद कर रहा है इसलिए प्रबंधन लेखांकन के तहत आपका काम उन लागतों और राजस्व का अनुवाद करना है फर्म के लिए लागत और लाभों के संदर्भ में और इसे भौतिक लाभो के साथ तुलना करने के लिए फर्म के पास वित्तीय लाभ है फर्म को वित्तीय लाभ होने वाला है और प्रत्येक निर्णय जो आप प्रबंधन लेखा प्रक्रिया के तहत फर्म में ले रहे हैं बे लागत और लाभ पर आधारित होने चाहिए लेखांकन के किसी अन्य सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है केवल प्रबंधन लेखांकन निर्णय लेने के सरल सिद्धांत लाभ और लागत हैं इसलिए हम हमेशा इन लागतों और लाभों को ध्यान में रखेंगे और जब आप लेखांकन प्रणालियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपके सभी निर्णय उस हिस्से पर आधारित होंगे अब हम आगे के उस भाग के बारे में बात करेंगे जो योजना और नियंत्रण है और हम इस बारे में सीखेंगे कि हम कंपनियों में कैसे योजना बनाते हैं हम फर्मों में कैसे नियंत्रण रखते हैं क्या हैं फर्मों में नियोजन और नियंत्रण के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीकें जोकि उपलब्ध है और उन्हें प्रबंधन निर्णय लेने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है तो इसकी अगली कक्षा में चर्चा की जाएगी तो आज तक हमने लेखांकन की विभिन्न शाखाओं उनके संबंधित उपयोगों और वित्तीय लेखांकन के तहत उत्पन्न जानकारी और लागत लेखांकन को प्रबंधन लेखांकन की प्रक्रिया के तहत निर्णय लेने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है समझा है इस मुद्दे पर आगे की चर्चा यह नियोजन और नियोजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने और नियोजन और नियंत्रण की तकनीकों और तकनीकों को नियंत्रित करने के लिए मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूँगा